अब हमारे पास डाटा सब तैयार है और इसके लिए हमें कुछ विशेषताएं निकालनी होगी आउटपुट हमें पता है उदाहरण के लिए अगर हम कोई डाटा सेट बनाते हैं और अगर स्थिरता को लेते हैं तो यह आपको यह बताएगा की स्थिर है या अस्थिर है इस स्थिति में हम बहुत से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्टैटिसटिकल या मशीन लर्निंग तकनीक भी हो सकती है उदाहरण के लिए अगर हमले मशीन लर्निंग तकनीक मशीन लर्निंग तकनीक क्या है यह डाटा को फिट करेगा उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग तकनीक किसी भी प्रयोगात्मक डाटा को स्थिरता या और अस्थिरता के लिए स्थापित करेगा तो यहां पर आपके पास विशेषताएं उदाहरण के लिए एलेनिन को म्यूटेट करें वैलीन से तो इससे इसके रेसिड्यू की पहचान उसकी जगह और बाकी जानकारी ले सकते हैं उदाहरण के लिए माध्यमिक संरचना के आधार पर यह कहां पर स्थित है या फिर पहुंच के आधार पर इससे वह सारी जानकारी ले लेते हैं और यहां पर आप मशीन लर्निंग तकनीक को देख सकते हैं इसमें आप कुछ पैरामीटर्स को आप इनपुट के रूप में देते हैं और आपको मैप के रूप में आउटपुट मिलता है तो वह आपको मैपिंग देते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में तो यह बहुत से जैविक अनुक्रम के लिए विख्यात है क्योंकि मशीन लर्निंग तकनीक किसी भी स्टैटिसटिकल तरीके से बहुत बेहतर है और उसके कुछ प्रदर्शन भी काफी अच्छी है तो यह कैसे काम करता है उदाहरण के लिए यह X इनपुट है और Y आउटपुट है अगर आप लर्निंग एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करते हैं तो यह मशीन लर्निंग तकनीक है उदाहरण के लिए न्यूरल नेटवर्क जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन या क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टूल्स और भी बहुत कुछ तो इनके इस्तेमाल यह क्यों सीखेगा यहां अगर हम इनके वजन की बात करें तो सबसे पहले आप सारे वजन बदल दें और फिर उसे मशीन लर्निंग में डाल दें प्रोग्राम तो नए वजन के साथ यह X डाटा को प्रशिक्षित करेगा और आउटपुट देगा तो आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे और अंततः जब तक आपको बेहतरीन प्रदर्शन ना मिल जाए तब तक करते रहेंगे तो किस तरीके से मशीन लर्निंग तकनीक काम करती है एक है न्यूरल नेटवर्क अब मैं आपको उसके मूल बातों को बताऊंगा तो यहां पर तीन अलग अलग परत हैं एक इनपुट की परत है यह आउटपुट की परत है तो यहां पर अगर आप देखें तो यह हमने दिया है और यहां हम चाहते हैं यह इनपुट की छुपी हुई परत है तो छुपी हुई परत है इनपुट और आउटपुट की परत आपस में जुड़ी हुई है तो यहां पूर्ण रूप से जुड़े हुए नेटवर्क है तो वह कुछ वजन को निर्धारित करता है और इन वजन के आधार पर अंततः आउटपुट परत यह बताता है की क्या यह किसी विशिष्ट वर्ग में आएगा या नहीं उदाहरण के लिए यहां पर यहां अल्फा या बीटा या लूप है तो अंकों के आधार पर उनका वजन निर्धारित किया जाता है तो यह यहां पर इसे हेलिक्स या स्ट्रेंड या लूप कुछ भी निर्धारित कर सकता है तो यह इस तरह से काम करता है यहां हम देख सकते हैं की हर एक नोड पिछली परत के बाकी सभी नोड के साथ जुड़ा हुआ है तो यह पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड नेटवर्क हैं और यहां आप अलग अलग वजन निर्धारित करते हैं और अंततः इसी फंक्शन के आधार पर आप देख सकते हैं कि इन्हें किन भागों में रखा गया है यह एक और है इसे कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन तो मैं आपको बाकी की जानकारियां और इक्वेशंस अगली कक्षा में बताऊंगा अभी यह बहुत मशहूर और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एल्गोरिथ्म है यह एक तरह का लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें दो समूह में वैल्यूज होती है उदाहरण के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हित वेक्टर उसको वर्गीकृत कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में और इस जानकारी के इस्तेमाल से किसी अचिन्हित टेस्ट सैंपल को भी वर्गीकृत कर सकते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन इनपुट प्रशिक्षण सैंपल के मैपिंग के द्वारा वर्गीकरण को समझता है यह मैपिंग उच्च आयाम स्पेस विशेषता हो सकती एक हाइपरप्लेन के इच्छा में जोकि दोनों उदाहरणों को अलग अलग कर देगा की वह पॉजिटिव है या नेगेटिव उदाहरण के लिए अगर आप यहां देखें यह एक डॉट है अगर आप कहें तो यह पॉजिटिव और या नेगेटिव है तो हाइपरप्लेन को स्थापित करने के लिए कई जरिए हैं उदाहरण के लिए अगर आप यहां पर हाइपरप्लेन रखते हैं तो क्या यह ठीक से विभाजित करेगा नहीं क्योंकि यह इकलौता है और बाकी सब दूसरी तरफ में है उदाहरण के लिए तो अगर आप यह लाइन रखते हैं हाइपरप्लेन वाला क्या इसको विभाजित कर सकते हैं अगर आपके पास दूसरी लाइन है तो कौन सा बेहतर होगा यह 1 और 2 दोनों को विभाजित कर सकता है कौन सा बेहतर होगा विद्यार्थी 2 यह वाला यह वाला बेहतर क्यों है विद्यार्थी क्योंकि दूरी अगर आप दूरी को देखें यहां से और यहां से और यहां से तो यह ठीक है तो ऐसी स्थिति में अगर मार्जिन चौड़ा है और बावजूद इसके अगर यहां कुछ होता है इन काले वालों पर तो आप सही तरीके से अंतर कर सकते हैं तो हमारे पास यह बेहतर है तो इनको मार्जिन बना दीजिए और बाकी चीजें ही बनाइए एक ही ग्रुप में अगर मुमकिन हो तो इस तरीके से सपोर्ट वेक्टर मशीन काम करता है यहां आप सीधी लाइन या वह जो सीधी नहीं है ऐसे चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग वर्गों में अब हमारे पास डाटा है डाटा सेट से हम विशेषताएं निकालते हैं और इन विशेषताओं को हम मशीन लर्निंग तकनीक में देते हैं अंततः हमें और कुछ मिल सकता है अब सवाल यह कि जो आउटपुट में मिला है वह विश्वसनीय है या नहीं आपका आउटपुट किस हद तक आपके द्वारा प्राप्त प्रयोगात्मक डाटा से मेल खाता है उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 डाटा है तो इनका किस हद तक आपस में सहसंबंध है एक दूसरे से कितना मेल खाते हैं यह एक तरह का 2 स्टेट प्रॉब्लम है तो हमारे पास दो वर्ग हो सकते हैं एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव वर्ग अगर यह प्रयोगात्मक पॉजिटिव है और यह अनुमानित पॉजिटिव है तो हम इसे ट्रू पॉजिटिव मानेंगे उदाहरण के लिए कोई म्यूटेशन एक प्रोटीन में स्थिरता लाता है और आपका अनुमान यही है की प्रोटीन में स्थिरता आ गई है तो दोनों एक ही है इस स्थिति में यह पॉजिटिव है क्योंकि हमने स्थिरता को पॉजिटिव लिया है जो कि ट्रू है तो यह ट्रू पॉजिटिव है उदाहरण के लिए अगर प्रयोगात्मक नेगेटिव है मगर अनुमानित पॉजिटिव है तो यह फॉल्स पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव होने के बावजूद उसका अनुमान पॉजिटिव लगाया गया था जो कि गलत है इसलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे अगर प्रयोगात्मक पॉजिटिव है और अनुमानित नेगेटिव सही नहीं है यह फॉल्स नेगेटिव हुआ और अगर यह प्रयोगात्मक नेगेटिव है और अनुमानित भी नेगेटिव है तो यह सही होगा क्योंकि दोनों ही सही है जहां पर दोनों ही नेगेटिव है तो यह स्थिति में यह ट्रू नेगेटिव है तो हम प्रयोगात्मक और अनुमानित वैल्यू स्कोर चार वर्गों जोकि ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में बांट सकते हैं इन चारों में से कौन से दो सही वाले हैं और कौन से गलत वाले हैं विद्यार्थी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू तो यह दो सही और दो गलत अनुमान है इस स्थिति में इन मापदंडों के आधार पर हम विभिन्न शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं जैसे सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी और एक्यूरेसी सेंसटिविटी वह है जो कि आप पॉजिटिव डाटा सेट के साथ लेंगे स्पेसिफिसिटी वह जोकि नेगेटिव डाटा सेट के साथ ट्रू सेंसटिविटी के लिए ट्रू पॉजिटिव का भाग करेंगे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के जोड़ के साथ फिर स्पेसिफिसिटी के लिए ट्रू नेगेटिव का भाग करेंगे टू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव के जोड़ के साथ तो आप सेंसटिविटी एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी की गणना कर सकते हैं अब यहां यह कुल अवस्थाओं की संख्या है और यह कुल पॉजिटिव की संख्या अगर आप यहां देखें तो TN सही है जिसका मतलब कुल सैंपल की संख्या है उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 सैंपल है और 70 का अनुमान सही है तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी 70 प्रतिशत तो मैं आपको यहां पर एक उदाहरण देता हूं यहां हमारे पास दो अलग अलग अनुक्रम है पहला प्रयोगात्मक है और दूसरा वाला अनुमानित तो आप इन B को देख सकते हैं आप कह सकते हैं बाइंडिंग और इस स्थिति में पॉजिटिव घात है B पर पॉजिटिव घात है और N पर नेगेटिव घात कितने ट्रू पॉजिटिव है हमारा ट्रू पॉजिटिव क्या है विद्यार्थी पॉजिटिव अनुमानित है उसे पॉजिटिव अनुमानित किया गया है तो कितने ट्रू पॉजिटिव हैं विद्यार्थी5 45 कितने फॉल्स पॉजिटिव का अनुमान प्लस 2 जैसा है विद्यार्थी3 यह भी सही है 3 विद्यार्थी 3 36 ट्रू नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फॉल्स नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंसटिविटी क्या है ट्रू पॉजिटिव 5 है 5 को अगर भाग दे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के जोड़ के साथ तो यह सही है विद्यार्थी 12 5 भाग करें 12 से तो करीब 04 आएगा समय देखें 0948 इसके बाद स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव 17 है इसको जोड़ें पॉजिटिव के साथ जो कि 23 है 07 08 07 यह सही है तो यह एक्यूरेसी है ट्रू पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ें 22 इसको भाग दे 35 से तो यह होगा करीब करीब 05 06 06 तो आप देख सकते हैं किया बायस है ट्रू पॉजिटिव को अनुमानित करने के लिए या ट्रू नेगेटिव को हटाने के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं की सेंसटिविटी 04 है और स्पेसिफिसिटी 07 है तो इनमें से ज्यादा कौन हुआ स्पेसिफिसिटी तो इस स्थिति में आपके लिए बेहतर होगा नेगेटिव को पाना बजाए कि ट्रू पॉजिटिव को यहां सेंसटिविटी सिर्फ 04 है अगर आप एक्यूरेसी देखें तो यह 06 है लेकिन कभी कभी एक्यूरेसी बायस हो जाती है डाटा सेट के आधार पर किसी अनियंत्रित डाटा सेट के लिए तो एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं जहां पर 100 रेसिड्यू हैं 90 बाइंड होते हैं और 10 नहीं होते तो यहां क्योंकि 100 रेसिड्यू हैं इसलिए N 100 के बराबर है जिसमें बाइंडिंग वाले 90 हैं और ना बाइंड होने वाले 10 है और अगर आपका प्रोग्राम यह पहचानता है की 100 बाइंड हो रहे हैं तो एक्यूरेसी कितनी होगी 90 प्रतिशत यह सही है 100 मे से 90 सही है अगर एक्यूरेसी 90 प्रतिशत है तो क्या यह तरीका अच्छा होगा नहीं या अच्छा नहीं होगा क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी को देखें तो यह अच्छा है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर दूसरी तरफ आप सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी तो देखें तो वह क्या होंगे 90 बाइंड होते हैं तो सभी 90 का अनुमान सही है तो यहां 100 प्रतिशत हुआ तो स्पेसिफिसिटी क्या होगा विद्यार्थी 0 प्रतिशत 0 प्रतिशत क्योंकि कुछ भी अनुमानित नहीं हुआ है तो अगर आप इन दो संख्याओं को देखें तो आप देखेंगे की यह कोई अच्छे तरीके नहीं है क्योंकि यह बेकार है क्योंकि स्पेसिफिसिटी 0 है तो इस स्थिति में अगर आप कोई तरीका विकसित करते हैं तो यह आपको सुनिश्चित करना होगा की उसकी एक्यूरेसी जो है वह सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बीच की होनी चाहिए और सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बीच में संतुलन भी होना चाहिए और दूसरा तरीका यह कि आप सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी को जोड़ें और 2 से भाग देकर औसत निकाल ले इस स्थिति में अंक क्या है 50 इस स्थिति में यह रेंडम क्योंकि 2 स्टेट क्लासिफिकेशन है अगर आपको अंक रेंडम मिलते हैं तो आपको 50 प्रतिशत मिलेगा तो एक और मुख्य इस्तेमाल यहां पर है ROC रिसीवर ऑपरेटर करैक्टेरिस्टिक्स इस स्थिति में आप कर्व अंदर का क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं मैं इसकी व्याख्या करता हूं तो इसी तरीके से आप विभिन्न तरीकों की गणना कर सकते हैं यह देखने के लिए कि आप का तरीका अच्छा है या नहीं तो सिर्फ एक्यूरेसी के आधार पर नहीं बल्कि यह बराबर होगा सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी या इन दोनों के बीच में संतुलन के आधार पर भी आप प्रदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं तो यहां मैं आपको एक परिणाम दिखाता हूं तो अगर हम स्टैटिसटिकल तरीका और मशीन लर्निंग तकनीक ले स्टैटिसटिकल तरीका मैंने पिछले कक्षा में चर्चा की है हमने कंपोजीशन का इस्तेमाल करते हुए नए प्रोटीन की प्राप्ति की यहां आप दोनों वर्ग A और B को मिलान करें और उसके आधार पर आगे सुनिश्चित करेंगे तो अगर हम इस वाले को देखे हैं इस डाटा सेट में 208 पॉजिटिव है और यह वाला नेगेटिव डाटा सेट है और करीब करीब सभी स्टैटिसटिकल तरीके कोशिश करते हैं इन पॉजिटिव को सही सही पहचानने के लिए तो यह ज्यादा सेंसटिविटी होगी क्योंकि यह पॉजिटिव को सही सही पहचान रहा है तो दूसरी तरफ हम इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग तकनीक का उसी डाटा सेट के साथ अगर आप यहां इस्तेमाल करते हैं तो यह नेगेटिव वालों के साथ बायस होगा तो अगर हम इसे यहां करते हैं तो स्टैटिसटिकल तरीका कम है तो यहां आपको स्पेसिफिसिटी ज्यादा मिलेगी आप देख सकते हैं नॉन TM बीटा को छोड़कर तो इस वाले से आप देख सकते हैं कि आप मशीन लर्निंग का या स्टैटिसटिकल तरीके का किसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहां स्टैटिसटिकल तरीका पॉजिटिव वालों को सही सही अनुमानित करेगा और मशीन लर्निंग नेगेटिव वालों को नहीं लेगा मशीन लर्निंग नेगेटिव वालों को क्यों नहीं लेगा विद्यार्थी समय देखें1429 क्योंकि मुख्यता डाटा सेट में बायस हो जाता है जैसे कि यह 200 है या 900 तो यहां 4 गुना से भी ज्यादा है तो प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए नॉन नेगेटिव डाटा सेट के साथ बायस होगा तो इसलिए प्रदर्शन बेहतर होगा तो आपको सुनिश्चित करना होगा दोनों में संतुलन है नहीं तो अगर नेगेटिव डाटा सेट या पॉजिटिव डाटा सेट मैं कुछ भी ज्यादा या कम है तो विश्वसनीयता कम होगी तो इसको एक्यूरेसी के साथ जांचना होगा और सेंसटिविटी तथा स्पेसिफिसिटी को भी लेना होगा तो यह सब प्रदर्शन को बताते हैं उदाहरण के लिए फॉल्स पॉजिटिव रेट यथार्थता F स्कोर मैथ्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट आप इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तरीके का प्रदर्शन को मापने में तो यह एक और जरिया है जो कि व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है क्योंकि अगर आप किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पर जाएं तो तुरंत पूछा जाता है कि ROC क्या है AUC क्या है तो यहां रिसीवर ऑपरेटर विशेषताएं हैं यह कर्व है सेंसटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट्स को फॉल्स पॉजिटिव रेट्स के विरुद्ध प्लॉट करने पर आप फॉल्स पॉजिटिव को X अक्ष पर लिख सकते हैं और Y अक्ष पर ट्रू पॉजिटिव रेट को आप इसको बनाइए और देखिए कि कितना दूर तक कर कर्व जाता है इस स्थिति में आपको दो डाटा चाहिए दो डाटा सेट आपको ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू नेगेटिव रेट चाहिए अलग अलग थ्रेसोल्ड पर एक थ्रेसोल्ड नहीं हमें एक अंक मिलेगा तो हमें थ्रेसोल्ड को बदलना होगा और यह डाटा सेट को प्राप्त करना होगा और इस डाटा का इस्तेमाल करके आप कर्व बना सकते हैं तो अब इसके बाद अगर आप कर्व बनाते हैं तो आप कर्व के अंदर का क्षेत्रफल देख सकते हैं इसको AUC कहते हैं यहां आपके विशिष्ट तरीके के प्रदर्शन का आकलन करेगा मैं इसकी व्याख्या करता हूं तो उदाहरण के लिए आप यहां X को इनपुट के तौर पर देख सकते हैं और आप कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल कर सकते हैं और आपको आउटपुट मिलेगा अब आप कोई भी डिसिशन फंक्शन को ले और अगर यह आपके दिए गए थ्रेसोल्ड से ज्यादा क्या बराबर है तो उदाहरण के लिए 0 या 1 तब अगर यह हां है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और अगर ना है तो इसे नेगेटिव लेंगे आउटपुट क्लास देख सकते हैं यह आपके डिसीजन फंक्शन पर निर्भर करता है आपको ही कटऑफ ले यह सुनिश्चित करने के लिए की टाइप X है या Y या फिर 1 या 0 तो अब हम लेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन उदाहरण के लिए हमारे पास A पॉजिटिव है और B नेगेटिव क्योंकि थ्रेसोल्ड 0 है 1 है उदाहरण के लिए थ्रेसोल्ड 1 है तो क्लास क्या होगा उदाहरण के लिए अगर 1 से ज्यादा होगा तो यहां A यह B तो यहां सब कुछ B है ऐसा क्यों है विद्यार्थी क्योंकि सब कुछ 1 से कम है अगर थ्रेसोल्ड 1 से कम है तो इस स्थिति में सब कुछ B होगा अब आप सेंसटिविटी की गणना कर सकते हैं तो सेंसटिविटी क्या है ट्रू पॉजिटिव भाग करें पॉजिटिव से लेकिन नहीं A वालों का सही अनुमान लगाए तो यह 0 है लेकिन कितने B में स्पेसिफिसिटी डाटा सेट में 4 B कितने B वालों का सही अनुमान लगा है विद्यार्थी 4 सारे के सारे 4 सही अनुमानित में है तो 4 भाग करें 4 से तो यह 1 के बराबर होगा तो अगर आप से थ्रेसोल्ड 1 लेते हैं सेंसटिविटी 0 है स्पेसिफिसिटी 1 है तो हम फॉल्स पॉजिटिव रेट को लेते हैं यह बराबर है 1 को स्पेसिफिसिटी से घटाने के बाद तो स्पेसिफिसिटी 1 है तो यह 0 होगा उदाहरण के लिए अगर आप थ्रेसोल्ड को 08 ले तो सेंसटिविटी क्या होगी कितने ट्रू पॉजिटिव होंगे अगर यह 08 है तो अगर यहां 08 है तो यह और यह दोनों सही है और 2 भाग करें 4 से तो यह 05 होगा इस स्थिति में यह गलत है तो 3 भाग करें 4 से तो यह होगा 075 इसी तरीके से अगर हम ले 04 तो सेंसटिविटी 075 होगा और स्पेसिफिसिटी 05 होगा स्पेसिफिसिटी 0 है यह दूसरी तरीके से थ्रेसोल्ड 1 का आपको सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी मिल जाएगा तो अब आप थ्रेसोल्ड वैल्यू में अलग अलग बदलाव कर सकते हैं और हम संतुलन देख सकते हैं अगर हम थ्रेसोल्ड 1 ले तो यह एक तरफ के लिए पूरी तरीके से बायस होगा या अगर हम थ्रेसोल्ड 0 ले तो दूसरी तरफ के लिए बायस होगा लेकिन अगर आप कोई बीच का थ्रेसोल्ड ले तो कभी कभी यह स्पेसिफिसिटी के लिए बेहतर होता है तो कभी कभी सेंसटिविटी के लिए दूसरी तरफ स्पेसिफिसिटी भी बेहतर होती है सेंसटिविटी 075 है लेकिन स्पेसिफिसिटी भी अच्छी है अगर हम इन दोनों को देखें और इन दोनों का औसत निकाले तो हमें 05 मिलेगा हां हमें 0615 मिलेगा अब यह बेहतर है तो आप थ्रेसोल्ड को बदल सकते हैं आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन कैसे बदल रहा है तो आप ROC को देख सकते हैं यह सेंसटिविटी है फंक्शन की तरह फॉल्स पॉजिटिव रेट जैसा कि मैंने पहले बताया फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है विद्यार्थी 1 माइनस 0 मैं से स्पेसिफिसिटी को घटाएं यह भी ठीक तो हम देख सकते हैं यह डाटा जो मैंने दिखाया पहले अलग अलग थ्रेसोल्ड के लिए आपको सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी और फॉल्स पॉजिटिव रेट मिला था तो फॉल्स पॉजिटिव रेट और सेंसटिविटी कहां है यहां पर पहले प्लॉट की वैल्यू क्या है तो हम देख सकते हैं क्योंकि 0 यह जगह 0 पूरा और दूसरा वाला 05 जो कि 025 है और तीसरा वाला 075 और यह 05 है और यह आखिरी वाला 1 है और 1 अगर आपको कर्व मिलता है तो तो यहां पर यह संपूर्ण ग्राफ है तो यहां इस जगह पर हम कर्व देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह कितना बराबर है यहां एक और उदाहरण है AUC की न्यूनतम कितनी वैल्यू हो सकती है अगर आप इस तरह के विभिन्न कर्व बनाएंगे तो अधिक से अधिक क्या कितनी वैल्यू ले सकता है अगर आपका कर्व ऐसे आता है तो विद्यार्थी 1 या कर्व इस तरह से जाएगा तुम्हें आपको उदाहरण दिखाता हूं मान लीजिए तीन विभिन्न फंक्शंस है तो यहां तीन विभिन्न रंग होंगे तो आप देख सकते हैं या कैसे चलेगा तो उदाहरण के लिए लाल रंग के साथ आप पूर्णतया सीधे वाले देख सकते हैं और पूरी जगह घेरेगा तो लाल वाले के लिए AUC क्या है विद्यार्थी 1 कौन सा वाला क्योंकि यह कर्व है सारी जगह जो कि 1 अगर हम नीले वाले को ले यह पूरे तरीके से रेंडम है क्योंकि दोनों वैल्यू समान है इस स्थिति में यह पूरे चाकोर का 50 प्रतिशत है अब 50 प्रतिशत मतलब यह और यह 05 के बराबर ह तो चाकोर की तरह यह 50 प्रतिशत है तो यह 05 है और अगर आप मजेंटा वाले खोलें फंक्शन B तो वैल्यू क्या होगी विद्यार्थी बीच में तो 05 और 1 के बीच में कहीं भी तो अगर इसे आप देखें तो यह उसके बहुत करीब है उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 07 और ऐसा ही कुछ आप इसको 07 ले सकते हैं तो इन संख्याओं से हम यह कह सकते हैं सेंसटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बीच में संतुलन या इन संख्याओं से हम कह सकते हैं की क्या हमारे तरीके का प्रदर्शन अच्छा है या नहीं किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए तो क्या सब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है अब अगला वाला रियल वैल्यू है उदाहरण के लिए अगर हमारे पास बाइंडिंग एफिनिटी 02 किलो कैलोरी मोल की है और स्थिरता 12 किलो कैलोरी मोल है यहां हम कैसे कर सकते हैं इस स्थिति में हम रिग्रेशन इक्वेशंस करेंगे तो Y अक्ष पर आप का प्रयोगात्मक डाटा है और X पर आप बहुत से महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख सकते हैं उदाहरण के लिए अगर आपको कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि पौधे का विकास लेना है तो यह कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हम यहां सेव नहीं लगा सकते तो इसी तरीके से हमें यह जानना होगा कि कौन से शर्तों पर यह पौधा उग सकता है और कौन से शर्तों पर यह पौधा फल दे सकता है तो यहां पर कुछ विभिन्न पहलू है मैंने कुछ सूची बनाई है उदाहरण के लिए उस जगह पर अधिकतम तापमान कितना है न्यूनतम तापमान कितना है उदाहरण के लिए कुछ पौधों को ज्यादा तापमान की जरूरत होती है और कुछ पौधों को कम तापमान की इस स्थिति में वह पौधा जिस को ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है और उसको आप ठंडे देशों में करते हैं आपको यह मिलेगा कि यह पौधा उग नहीं रहा है तो वह अधिकतम मौसम आद्रता है और न्यूनतम औसत आद्रता या आप बारिश देख सकते हैं तो लगभग बारिश कितनी है और आप बारिश के दिनों को प्रति हफ्ते देख सकते हैं अब अगर आप कृषि विभाग में जाएं तो आपको यह जानकारी मिल जाएगी तो किसी भी लोकल जगह पर हम यह जानकारी ले सकते हैं इस जानकारी के साथ आप यह भी बताएं कि अगर आप इसे जून से सितंबर के बीच में करते हैं तो इस स्थिति में आपका उपज 70 प्रतिशत होगा या 100 प्रतिशत होगा तो हमें फिर शर्तों का पता चल गया और उपज का इन्हीं शर्तों के अनुसार आप पौधारोपण कर सकते हैं या तो आपको कृत्रिम तरीके से तापमान बनाए रखना होगा या तो आपको सोचना होगा कि कौन से मौसम में तापमान इसके अनुकूल होगा तो हम यह कर सकते हैं यही कारण है कि कुछ बार हम असफल भी होते हैं हम यह उम्मीद करते हैं की मुख्यता जून और जुलाई में बारिश होगी तो हम पौधा रोपण करते हैं लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो हमें फल नहीं मिलेगा और उपज भी नहीं होगी उसी तरीके से हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रयोगात्मक डाटा के ऊपर पौधे का विकास या उपज और यहां पर यह सारे परिवर्तनीय है तो यह विकास बाकी सारे कारणों पर किस प्रकार निर्भर करेगा जैसे कि तापमान या आद्रता या बारिश और भी तरीके से बहुत कुछ तो हम लिस्ट स्क्वायर का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी तो अब इसकी और व्याख्या नहीं करना चाहता तो आप इसी को इस्तेमाल करें और अंततः आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा आपने कोफिशिएंट को सेट कर दिया तो अब आप देख सकते हैं की शायद अगर यह आद्रता में तापमान है तब उपज कितनी होगी कम से कम अगर आपके पास 100 प्रतिशत है और आप को 80 प्रतिशत मिलता है तो हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि खराब से खराब स्थिति में भी यह कितना जा सकता है क्योंकि हम बारिश की उम्मीद कर रहे हैं अगर बारिश हमारी उम्मीद से कम होती है हमें मुनाफा होगा और अगर यही स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है तो हम या नहीं करेंगे अब आप विश्वसनीयता का आकलन कैसे करेंगे तो हमें दो परिवर्तनीय का कोरिलेशन मिल गया है उदाहरण के लिए यहां पर हमारे पास प्रयोगात्मक वैल्यू है पौधे का विकास या यहां पर आप की अनुमानित वाले तो हम इन विशेषताओं के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं कोरिलेशन क्या है कौन सा ज्यादा कोरिलेटेड है और कौन सा कम ज्यादा कोरिलेटेड का मतलब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं यह देने के लिए नए पौधे का विकास इन विशिष्ट शर्तों पर और इसका मतलब अबसलूट एरर जो कि हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं तो यह को मिल सकता है 1 बाई N अनुमानित सिग्मा पॉजिटिव माइनस प्रयोगात्मक एब्सलूट वैल्यू को लीजिए और औसत निकालिए फिर हमें औसत एब्सलूट एरर मिल जाएगा तो औसत एब्सलूट एरर ज्यादा होना चाहिए या कम कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्यादा होना चाहिए अगर यहां कोरिलेशन ज्यादा है तो एरर कम होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि हमारा तरीका ठीक काम कर रहा है अब अगला सवाल तो क्या हमें जरूरत है जब हम मशीन लर्निंग तकनीक को बनाते हैं हमें डाटा की संख्या को जांचना होगा और साथ में सारी विशेषताओं को भी क्योंकि पिछली बार QSAR मैं भी हमने चर्चा की तो किसी भी डाटा या परिवर्तनीय के संदर्भ में QSAR के क्या नियम है विद्यार्थी डाटा भी 5 गुना ज्यादा है कम से कम 5 गुना से ज्यादा आदर्श रूप से अगर आप 3 से 5 डाटा की विशेषताएं उससे ज्यादा है तो अगर हम डाटा की संख्या को देखें उदाहरण के लिए हमारे पास 20 या 30 डाटा है और हम इसमें 15 विशेषताएं रखते हैं उदाहरण के लिए यहां 30 डाटा है और हम इसे 15 विशेषताओं के साथ स्थापित कर रहे हैं हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे हमें एक्यूरेसी सेंसटिविटी स्पेसिफिसिटी ROC के ज्यादा वैल्यूज देख सकते हैं लेकिन यह नए डाटा के लिए काम करेगा क्योंकि यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास 30 डाटा स्थापित किया हुआ है 15 विशेषताओं के साथ तो हम ओवरफिटिंग कर सकते हैं क्योंकि बावजूद की 1 पैरामीटर 2 डाटा को ले सकता है तो 15 पैरामीटर 30 डाटा को ले सकते हैं एक्यूरेसी 100 होगी नए वाले आएंगे अगर आप इनमें से किसी भी दो वैल्यूज में से स्थापित नहीं करते हैं तो यह पूरी तरीके से गलत है यही कारण है कि हमें कम विशेषताओं लेनी चाहिए और ज्यादा मात्रा में डाटा ऐसी स्थिति में या कम मात्रा का विशेषता भारी संख्या के डाटा को संज्ञान में ले सकता है क्योंकि संभावना बहुत अधिक है तो नए वाले भी आ सकते हैं तो इस स्थिति में की संभावना अधिक है कि यह नए डाटा से जानकारी ले और अच्छे परिणाम दे इसका कुछ कारण है कि हमें क्यों कम मात्रा में विशेषताओं को लेना चाहिए और भारी मात्रा में डाटा को लेना चाहिए ताकि इस तकनीक के इस्तेमाल से आप ओवरफिटिंग से बच सकें यहां पर हम सत्यापन करेंगे हमें कौन कौन से विभिन्न सत्यापन प्रक्रिया कर सकते हैं क्योंकि व्यवस्थित सत्यापन महत्वपूर्ण है आमतौर पर अगर आप उसी डाटा के साथ कोशिश करें तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा तो अगर 97 या 98 प्रतिशत की एक्यूरेसी होने पर लोग खुश हो जाते हैं तो मेरा तरीका ठीक है और यह हमको करना है यह आत्म मूल्यांकन उदाहरण के लिए आपके पास 100 डाटा है तो प्रशिक्षण में आपने लिया 100 आपने पैरामीटर्स को निकाला और टेस्ट में आपने उसी तरीके से 100 लिया आप क्या उम्मीद करते हैं ज्यादा प्रदर्शन या कम प्रदर्शन ज्यादा प्रदर्शन क्यों ज्यादा प्रदर्शन क्योंकि यह 100 ज्यादा जानकारी हासिल करेगा और फिर उसी सेट का इस्तेमाल से आप अनुमान लगाएंगे तो आप वहां जो भी हासिल करेंगे तो आप उसे उसी प्रकार लागू करेंगे जैसा आपने टेस्ट के लिए किया था हम अच्छा परिणाम देंगे दूसरा यह कि आप प्रशिक्षण और टेस्ट सेट दोनों ले सकते है उदाहरण के लिए कुछ हिस्से लीजिए जैसे 70 प्रतिशत 70 प्रशिक्षण और 30 टेस्ट तो आप सिर्फ 70 डाटा के लिए ही विशेषताएं हासिल करेंगे हमने पहले ही डाटा सब के बारे में चर्चा की कि यह पूरी तरीके से नॉन रिडंडेंट है इस स्थिति में 30 या नॉन रिडंडेंट भी 70 के साथ जुड़ा हुआ नहीं इस स्थिति में अगर विशेषताएं 70 से हासिल होती हैं तो भी यह 30 का अनुमान लगा सकता है तो इससे हम यह भरोसा कर सकते हैं कि कुछ भी आए हम उससे विशेषताएं हासिल कर सकते हैं फिर आप प्रशिक्षण टेस्ट को बदल दें और ले 80 20 या 60 और यहां तक की इससे भी कम मात्रा मैं प्रशिक्षण अगर हम ज्यादा संख्या के टेस्ट के साथ अनुमान करते हैं इसका मतलब कि हम जो भी विशेषताएं इस प्रशिक्षण से पा रहे हैं वह अविश्वसनीय है और वह महत्वपूर्ण है टेस्ट डाटा सेट को अनुमानित करने के लिए तो अब हमें विभिन्न डाटा सेट्स की जरूरत है 70 30 या 80 20 या 60 40 आप विभिन्न सेट किए प्रशिक्षण और टेस्ट कर सकते हैं और तीसरी चीज यह की यहां उसको N बार क्रॉस सत्यापन कर सकते हैं इसका मतलब अगर आपके पास 100 डाटा है उदाहरण के लिए अगर आप 5 बार क्रॉस सत्यापन करते हैं तो हम उसे 5 वर्गों में विभाजित करेंगे तो तो अब 5 वर्ग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 4 तो प्रशिक्षण देकर टेस्ट करें तो 80 को प्रशिक्षण दे और 20 को टेस्ट करें लेकिन यह 5 बार करें ताकि हर एक कम से कम एक बार टेस्ट में जरूर आए इस स्थिति में अगर किसी का प्रशिक्षण हो रहा है तो वहां टेस्ट भी होगा लेकिन अगर इसके उलट करें तो ऐसा नहीं होगा इस स्थिति में अगर हम कम से कम एक बार भी क्रॉस सत्यापन करते हैं तो सारा सैंपल कम से कम एक बार तो टेस्ट हो जाएगा जो सबसे कठिन वाला है जैक नाइफ टेस्ट इस स्थिति में अगर यहां 100 प्रशिक्षण डाटा है तो आप 99 को प्रशिक्षण के लिए लीजिए और 1 को टेस्ट के लिए औरत को 100 बार दोहराना है तो फिर आप उसको सौ बार करिए फिर हम इसका प्रदर्शन देखेंगे और आउटपुट प्राप्त करेंगे तो आपको प्रदर्शन मिलेगा उसको आप मिलान करें प्रयोगों के साथ तो यहां हम जैक नाइफ टेस्ट में कैसे कर सकते हैं अगला है स्प्लिट सैंपल यह प्रशिक्षण के लिए कुछ डाटा के सेट को चयन रेंडम करता है और विशेषताओं को प्राप्त करता है और इसके इस्तेमाल से फिर मॉडल का विकास करता है इसके बाद इस मॉडल के इस्तेमाल से बाकी बचे हुए डाटा को अनुमानित करता है तो अगर आप स्प्लिट सैंपल उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं 65 35 और इसी तरीके से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं तो अगर आप यह करते हैं और आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं तो सवाल यह कि क्या आपका यह तरीका दूसरों तरीकों से बेहतर है या नहीं अगर हम कोई तरीके का विकास करते हैं तो हमें यह दिखाना जरूरी होता है कि हमारा तरीका बेहतर है वरना इसके बारे में आप से तुरंत पूछा जाएगा तो आपके पास कुछ होना चाहिए इसकी महत्ता क्या है आपको क्या जरूरत है इस तरीके को इस्तेमाल करने की आपको विभिन्न तरीकों से यह दर्शना है की इस तरीके से प्राप्त डाटा बेहतर है तो आपको संदर्भों में जांचना होगा और देखना होगा कि वहां पर क्या क्या जानकारियां मौजूद है अगर आपका पहला है ठीक है थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपका डाटा पहली बार दिया जा रहा है तो हमें वह एक्यूरेसी पाना होगा उतना प्रतिशत क्योंकि पहले से ही संदर्भों में मौजूद है फिर आपको अलग अलग पहलुओं पर मिलान करना होगा या आपको दूसरा डाटा सेट इस्तेमाल करना होगा आप दूसरे मापदंडों को ले सकते हैं विभिन्न सत्यापन प्रक्रिया है और विभिन्न ने डाटा अगर आपके पास नया डाटा सेट है और आप का तरीका सही सही अनुमान लगा सकता है जबकि दूसरे तरीके नहीं कर सकते तो आप यह कह सकते हैं कि आप का तरीका दूसरे तरीके से किसी नए डाटा पर ज्यादा बेहतर काम करेगा जो कि संदर्भ में मौजूद है तो आपको दूसरे तरीकों से मिलान करना है इसके विभिन्न जरियों से हो सकते हैं या तो आप उसी डाटा से मिलान कर सकते हैं जो वह इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यता है टेस्ट के लिए या आप कुछ डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी नए डाटा में मौजूद है वह डाटा जो थे कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है और कभी भी मिलान के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ है यहां आपको सुनिश्चित करना होगा कि कि आपका आम डाटा सेट को मिलान करना होगा विभिन्न तरीकों से जब एक बार यह हो जाएगा आपका तरीके का अगर बेहतरीन प्रदर्शन होता है तो हम इसके कुछ अनुप्रयोगों की कोशिश कर सकते हैं तो अब आपकी तरीके के बारे में दूसरे कैसे जानेंगे इस स्थिति में आप सरवर का विकास कर सकते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन है जोकि उपयोगकर्ता के अनुरूप है तो अपने तरीके के साथ संतुष्ट करें और दूसरे तरीकों से मिलान करें जो कि संदर्भों में मौजूद है तो एप्लीकेशन के लिए आपको एक सरवर का निर्माण करना होगा बाकी दूसरे उस तरीके को देख सके और इस्तेमाल कर सके और आप यह देखें कि आप का तरीका भरोसेमंद है या नहीं इसके अलावा उनके डाटा को भी हमारे तरीके से कैसे मिलान करें तो दूसरे शोधकर्ता के फायदे के लिए आपने सरवर का निर्माण किया जो कि इस्तेमाल करता के अनुरूप होना चाहिए अगर कोई आपके सर्वर पर आता है तो हमने पहले ही डेटाबेस की चर्चा कर चुके हैं तो किसी डेटाबेस के निर्माण के लिए कौन कौन से विशेषताओं को संज्ञान में लें उसी तरह अगर दूसरे शोधकर्ता आपके सरवर का इस्तेमाल करते हैं तो वह उपयोगकर्ता के अनुरूप होना चाहिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द परिणाम मिल सके और हम उन्हें डाटा दे सके या आप प्रभावी एल्गोरिथ्म कर सकते हैं सरवर पर रखें और इस स्थिति में आपको विश्वसनीय परिणाम मिलेंगे तो दूसरे आपका डाटा सेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दूसरे शोधकर्ताओं लाभदायक होगा तो हमने विभिन्न पहलुओं की चर्चा की दो तरह के प्रॉब्लम कौन से दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं विद्यार्थी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रियल वैल्यू का अनुमान उसके बाद कौन कौन से विभिन्न पहलू हैं जिन्हें आप को संज्ञान में लेना चाहिए तो पहला कौन सा होगा विद्यार्थी डाटा सेट आपको बहुत ध्यान देना होता है जब आप किसी डाटा सेट का निर्माण कर रहे हो तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही संवेदनशील एक बार डाटा सेट बन जाए तो फिर तो आप उसकी विशेषताओं को देखें तो प्रॉब्लम किस तरह का है उसके आधार पर आपको विशेषताओं को निकालना होगा तो जब एक बार आप जब विशेषताओं को डाटा सेट से निकाल लेते हैं तब आपको तरीका विकसित करना होता है आप मशीन लर्निंग या स्टैटिसटिकल तरीका कुछ भी ले सकते हैं और आउटपुट का अनुमान लगा सकते हैं और फिर आपको इसे जाँचना होगा तो कौन कौन से विभिन्न मापदंड हैं प्रदर्शन को जांचने के लिए सेंसटिविटी विद्यार्थी स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी एक्यूरेसी विद्यार्थी ROC ROC कर्व इसके अंदर का क्षेत्रफल दो इससे आप प्रदर्शन को जांच सकते हैं अपने तरीके के लिए इसके बाद आपको सत्यापन करना होगा तो इसके लिए आप N फोल्ड क्रॉस सत्यापन या जैक नाइफ टेस्ट या स्प्लिट सैंपल इनमें से कोई भी क्रॉस सत्यापन का तरीका ले सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रदर्शन बेहतर है या नहीं जब सब ठीक रहे तो दूसरे तरीकों से मिलान के लिए आगे बढ़े जो कि इस संदर्भ में है तो अब देखते हैं किस हद तक आपका तरीका बेहतर प्रदर्शन करता है दूसरे तरीकों से जो कि संदर्भों में है और उसके बाद आप सरवर बनाएं इस स्थिति में सभी लोग विभिन्न या विभिन्न उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वह आपका डाटा सेट या सरवर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वहां अनुमान लगा सकें और मिलान कर सके कि हमारा तरीका कितना बेहतर है बाकी तरीकों से जो कि संदर्भों में है उसके बाद वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बायोइनफॉर्मेटिक्स में किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम किसी प्रभावी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के लिए ड्रग डिजाइन या दूसरे काम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया जैसे कि कैंसर म्यूटेशन और दूसरे पहलू तो आप का तरीका ठीक काम करता है और अगर आपके पास सरवर है तो वह इसे अपने इनपुट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरह के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम सबसे पहली जानकारी दे रहे हैं किसी भी प्रयोग के डिजाइनिंग के लिए जो कि इसके लिए उपयोगी है इसके अलावा हमारे तरीके से जो डाटा मिला है उसके आधार पर उनके खुद के प्रयोगों के डिजाइन के लिए भी ध्यान देने के लिए धन्यवाद